सभी को नमस्कार आपदा वसूली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम जोखिम के सांस्कृतिक सिद्धांत या जोखिम के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे मैं डीपीआरआई क्योटो विश्वविद्यालय से सुभाज्योति समादर हूं हमने पहले ही जोखिम धारणाओं में संस्कृति की भूमिका के बारे में अन्य व्याख्यान में चर्चा की इस व्याख्यान में हम अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे कि सांस्कृतिक सिद्धांत लोगों की जोखिम धारणाओं के बारे में क्या बात कर रहा है और यह कैसे उनके सांस्कृतिक संबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यह पुस्तक 1966 में मैरी डगलस द्वारा पूरी तरह से लुप्तप्राय थी जिसे मानव जाति के आधुनिक क्लासिक माना जाता है जो नैतिक जोखिम प्रदूषण और खतरे के बारे में बात करता है और वह यहूदियों के मामले में टैक्सोनोमिक विसंगतियों आहार प्रतिबंधों के बारे में बात कर रही थी इज़राइली लोग जो भोजन के रूप में सूअर का मांस या सांप नहीं खा सकते हैं क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता है जैसे कि वे क्यों क्यों अशुद्ध हैं क्योंकि उनमें विसंगतियाँ हैं टैक्सोनोमिक विसंगतियाँ जैसे कि सांप वे जमीन पर रहते हैं लेकिन उनके पास पैर नहीं हैं यह बहुत दुर्लभ है इसलिए आपको सांप नहीं खाना चाहिए इसी तरह आपको सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके पास क्लोवर खुर होते हैं लेकिन वे चबाते नहीं हैं उनके विपरीत घोड़ा और गाय स्वच्छ विसंगतियां हैं इसलिए आपको उन्हें नहीं खाना चाहिए इसी तरह अन्य उदाहरण जैसे युगांडा में हेमा जनजाति के मामले में वे पशुपालन पर निर्भर करते हैं वे पशुधन पर निर्भर करते हैं यह माना जाता है कि मादा को इन पशुधन को नहीं छूना चाहिएजनजाति जिसका जीवनयापन पशुपालन और पशुधन पर निर्भर करता है उनकी महिलाओं को उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए उनका मानना है कि अगर महिलाएं पशुधन को छू ले तो पशुधन नष्ट हो जाएगा तो इसी तरह 14 वीं शताब्दी के यूरोप के मामले में पानी की खराब गुणवत्ता पहले से ही बहुत लंबे समय से एक मुद्दा थी लेकिन यह लोगों के अधिक आक्रोश में आने के कारण इसे एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में माना जाता है और इनका दोष यहूदियों को दिया गया था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यहूदी लोग वास्तव में पानी को दूषित कर रहे हैं इसलिए उन्होंने यूरोप में यहूदियों के लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया इसलिए जोखिम के सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार खतरनाक घटना की जिम्मेदारी का आवंटन एक विशेष सेट की रक्षा के लिए सामान्य रणनीति है संस्कृति परिभाषित करती है कि यह सही है और यह अच्छा नहीं है यह बुरा है यह अच्छा है यह स्वीकार्य है यह अस्वीकार्य है यह शुद्ध है यह प्रदूषित है इसलिए प्रत्येक संस्कृति के अपने मूल्य हैं और इन मूल्यों के माध्यम से इस लेंस के माध्यम से आइए देखें कि क्या जोखिम भरा है क्या जोखिम भरा नहीं है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है और वे अपने सदस्यों के बीच इस चेतावनी का प्रसार करते हैं अब मैरी डगलस कह रही थीं कि हमें एक प्रकार की संस्कृतियों के वर्ग की आवश्यकता है हमारी कई संस्कृतियाँ हैं लेकिन हम उन्हें समूह बना सकते हैं उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं वह बता रही थी कि हम इसे ग्रिड और ग्रुप पैटर्न के माध्यम से कर सकते हैं हम बेहतर तरीके से विश्लेषण करने के लिए संस्कृति को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं ऐसा क्यों है हमें ग्रिड समूह की तरह की प्रणाली की आवश्यकता है जो बाद में आएगी लेकिन हमें ग्रिड और समूह के आधार पर संस्कृति की श्रेणियों की आवश्यकता क्यों है उन्होंने 1978 में एक पुस्तक प्रकाशित की और दावा किया कि पारंपरिक मानवविज्ञानी संस्कृति पर मानवशास्त्रीय अध्ययन उनमें संस्कृति की एक श्रेणी की कमी है इसलिए यदि आप अफ्रीका में कुछ संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसकी तुलना एशिया के संस्कृति के अध्ययन से नहीं कर सकते हैं मानवविज्ञानी को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं करते हैं वे बहुत ही स्थानीयकृत हैं वे अपने निष्कर्षों का संदर्भ देते हैं इसलिए कुछ प्रकार के सामान्यीकरणों तक पहुंचने के लिए हमें संस्कृति के वर्गीकरण करने का प्रयास करना चाहिए और इसलिए उसने कहा कि हम इसे ग्रिड और समूह नामक मॉडल के माध्यम से कर सकते हैं ताकि लोगों के दिमाग को समझने के लिए संस्कृति को वर्गीकृत किया जा सके अब वह कह रही है कि हम ऐसा 2 तत्वों को लेकर कर सकते हैं पहला जिसमें वे किसके साथ बातचीत करते हैं और दूसरा कि कैसे वे अपना प्रभाव डालते हैं जिसके साथ बातचीत करते हैं उसे समूह माना जाता है और कैसे बातचीत करते हैं उसे ग्रिड माना जाता है इसलिए समूह आम तौर पर व्यक्ति के सामाजिक समावेश की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है इस परिणाम से मैं कितनी बार किसी से मिल रहा हूं अगर मैं पड़ोस में रह रहा हूं तो उस समूह के सदस्यों के बीच नेटवर्क कितना घना है मैं उनमें से प्रत्येक के साथ कैसे बातचीत कर रहा हूं क्या मैं उनसे बहुत बार या बहुत कम बार मिल रहा हूं क्या मैं हर किसी को जानता हूं या क्या मैं उनमें से कुछ को जानता हूं यह लोग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं यह किस हद तक एक समूह पर निर्भर करता है इसलिए कुछ समूह अनुकूलनीय हैं निम्न हैं उनके पास बहुत कम नेटवर्क है घनत्व कम है वे शायद ही कभी मिले और कुछ बहुत अधिक हैं इसलिए निम्न और कमजोर समूह खुले अंत की बातचीत पसंद करते हैं जो कि अनंत हैं विशिष्ट उद्देश्य के साथ सीमित हैं लोगों के बीच बातचीत का कारण कुछ पड़ोस में लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं या शायद वे सहयोगियों या सहकर्मियों की तरह बहुत प्रतिस्पर्धी हैं वे अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं या स्कूल में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वे बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हैं लेकिन उनकी बहुत कम बातचीत है दूसरी तरफ हमारे पास एक उच्च है जो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं जैसे कि गांव में हर कोई हर किसी को जानता है बहुत मजबूत बातचीत और लोग एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर करते हैं उनकी उच्च निर्भरता है और उनके पास साझा बहुत मजबूत एकजुटता है जैसे आप शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में देख सकते हैं इसलिए यह एक तरफ है हमारे पास एक निम्न समूह है और एक तरफ उच्च समूह है 2 चरम समूह ध्रुवीकरण इसके अलावा हमारे पास ग्रिड है ग्रिड यह दर्शाता है कि मुझे किस तरह के नियम और कानून बनाए रखने चाहिए और जब मैं एक विशेष समूह का सदस्य हूं तो मुझे क्या पालना करनी चाहिए अगर मैं किसी विशेष समूह का एक विशेष सदस्य हूं तो क्या वे मुझे समलैंगिकता का उन्मुखीकरण करने की अनुमति देंगे या क्या वे मुझे महिलाओं के लिए समान अधिकार रखने की अनुमति देंगे नारीवाद एक तरह का समलैंगिकता कैसे देखते हैं एक समूह यह देखता है कि समूह का एक प्रकार का क्या नियम है कुछ समूह अनुमति देते हैं कुछ समूह अनुमति नहीं देते हैं यह एक प्रकार का कानून है पदानुक्रम रिश्तेदारी जाति लिंग कि यह एक समूह में कैसे देखा जाता है इसे ग्रिड कहा जाता है हमारे पास एक निम्न ग्रिड है जहां हर कोई समान है समतावादी स्थिति है किसी को भी किसी भी तरह की गतिविधियों या सामाजिक भूमिका में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता है भले ही वे किसी भी जाति लिंग आयु के हो सभी को समान माना जाता है अन्य मामलों में जहां हमारे यहां चरम ग्रिड पैनल है हम देख सकते हैं कि लोग प्रतिबंधित हैं जाति पंथ वर्ग के आधार पर उनकी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं इसलिए सामाजिक गतिविधियों तक पहुंच इस प्रकार के भेदभावों पर निर्भर करती है इस तरह की स्थितियों में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है इसलिए निम्न समूह में नेटवर्क कट्टरपंथी होते हैं जबकि उच्च समूह परस्पर जुड़े होते हैं तो बातचीत के मामले में निम्न समूह दुर्लभ होते हैं उच्च समूह अक्सर होते हैं निम्न समूह के मामले में व्यक्तियों के बीच बातचीत की सीमाएं खुली होती हैं और उच्च समूह के मामले में बंद हो जाता है सांझा समूह कम और उच्च समूह ज्यादा होते हैं ग्रिड के मामले में जब ग्रिड कम होता है जिसका अर्थ किसी विशेष समूह विशेष समुदाय विशेष समाज में होता है तो निम्न और उच्च क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की तरह होता है एक बहुत ही श्रेणीबद्ध और सामान्य होता है निम्न समूह में कम विशेषज्ञता होती है लोगों को सभी तरह की गतिविधियां सामान्य होती हैं उनके पास कोई विशेषज्ञता नहीं होती है उच्च समूह में बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं बहुत सारे श्रम विभाजन होते हैं लोग विभाजित होते हैं अलग होते हैं और भूमिकाओं का आवंटन उपलब्धि के समान है कि आप क्या हैं आपने जो हासिल किया है लेकिन उच्च के मामले में यह जैसा है वैसा ही है आपके पिता क्या थे आपकी माँ क्या थी जो भी पूर्वज थे आपकी जाति व्यवस्था और संसाधन आवंटन की तरह बन जाते हैं कम ग्रिड के मामले में यह समतावादी की तरह है हर कोई समान है हर किसी के पास एक जैसा अवसर है लेकिन उच्च में यह पदानुक्रमित है वहाँ कुछ संभ्रांत लोगों की बेहतर पहुँच है दूसरे वे लोग जिनके पास बहुत ऊंची पहुँच नहीं है या बहुत कम शक्ति है इसलिए यदि हम समूह और ग्रिड को एक क्रॉस टेब्यूलेशन में रखते हैं तो हम 4 श्रेणियां प्राप्त कर सकते हैं ए बी सी डी इसलिए यदि हम ए से डी डी से सी की ओर बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए से डी तक ए व्यक्तिवादी की तरह है डी समतावादी की तरह है और सी आधिकारिक की तरह है कुछ तानाशाह हैं और ए के मामले में यह थोड़ा वर्गीकरण की तरह है और व्यक्तियों के बीच अंतर हैं वे किसी को अलग या भेदभाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे काले हैं क्योंकि वे महिलाएं हैं और सी के मामले में जो बहुत पदानुक्रमित है उनके सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत आंदोलनों को प्रतिबंधित किया जाता है और उन्हें दिशा दी जाती है इसलिए हमारे पास यह परिदृश्य हो सकता है आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि व्यक्तिवादी व्यक्ति समतावादी पदानुक्रमित और सत्तावादी है आइए देखने के पदानुक्रमित तरीके को देखें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका की तरह है एक मजबूत पदानुक्रम मैं एक शीर्ष पर होता है और दूसरा निम्न स्तर पर होता है वे कठोर स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका हैं आप केवल उदाहरण के लिए जाति प्रणाली की तरह कर सकते हैं और निष्ठा महसूस करने के लिए आप उन्हें बुलाते हैं यह बताते हैं कि मैं आपके प्रति वफादार हूं मैं आपके आदेश का पालन करूंगा आपके राजा के लिए इसलिए एक राजा है एक विषय है और वहां असमानताएं व्याप्त हैं इसलिए असमानताएं उचित और योग्य हैं असमानताएं इसलिए हैं क्योंकि लोगों में अलग अलग क्षमताएं हैं इसीलिए असमानताएं ठीक हैं व्यक्ति व्यक्तिवादी समाज या संस्कृति के मामले में यह बहुत अलग है कि यह मुफ्त के समान है जो कोई भी अपनी पसंद के अनुसार इसमें शामिल हो सकता है वे जो चाहें पसंद कर सकते हैं उनके पास पर्याप्त स्वतंत्रता है और लोगों का कोई आपसी संबंध नहीं है क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिवादी समाज है आप वही हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करने जा रहा हूं और मैं आपकी पसंद के किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करने जा रहा हूं तो आप स्वतंत्र हैं आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं आप चाहते हैं कि आप समलैंगिक हो सकते हैं आप एक नारीवादी हो सकते हैं आप एक कट्टरपंथी हो सकते हैं जो आपके ऊपर है और जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तोआप अपनी चाहत के अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकते हो समतावादी के मामले में हर कोई बराबर है कोई भी नेता नहीं है कोई भी स्थिति और प्रतिष्ठा के आधार पर भिन्नता नहीं है कोई भी ठीक नहीं है और बहुत सारी एकजुटताएं हैं सदस्यों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन एक समस्या है कि वे मानते हैं कि वह बहुत मजबूत है हम महसूस करते हैं कि यह हम हैं और यह वे है हम और उनके बीच एक अंतर है इसलिए हम बनाम वे उनकी मानसिकता है जैसा कि हम शिकारी सभाओं या सांप्रदायिकता के कुछ अपराधों के मामले में देख सकते हैं और दूसरा एक अधिनायकवादी या भाग्यवादी है यहाँ यह है कि कोई शासक है पराजित सैनिकों की तरह उन पर जीवन नियम थोपा गया है उन्हें राजा के आदेश का पालन करना है और कोई भरोसा या सहयोग नहीं है यह सिर्फ हावी है एक व्यक्ति दूसरों पर हावी हो रहा है इसलिए जो स्वयं को दास या कैदियों के जैसे छोड़ना चाहते हैं इन समूहों के प्रत्येक लोग इन 4 समूहों के ग्रिड और इन सांस्कृतिक समूहों या सांस्कृतिक श्रेणियों के आधार पर वे हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू को अलग अलग तरीके से अलग अलग मूल्यों विभिन्न लेंसों विभिन्न धारणाओं और विचारों के आधार पर देखते हैं यह व्यक्तिगत जैविक विशेषता नहीं है जो उनके मूल्यों को परिभाषित करता है लेकिन यह मायने रखता है कि वे किस संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं जैसे कि किसी के लिए चॉपस्टिक के साथ खाना ठीक है पर किसी के लिए यह सांस्कृतिक झटका है क्योंकि यह कांटा या चाकू से खा रहा है या किसी के लिए शराब पीना ठीक नहीं है जैसे कि मुसलमान के लिए या एक विदेशी श्वेत चमड़ी वाले व्यक्ति को श्रीलंका या दक्षिण भारत के हिस्से में देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास मानवीय विशेषताओं का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है इसलिए माइकल थॉमसन 1978 में इस सांस्कृतिक पैटर्न का उपयोग करके यह कहना चाह रहे थे कि यह सांस्कृतिक पैटर्न नहीं है जो वास्तव में मौजूद है और यह सांस्कृतिक पैटर्न के माध्यम से यह परिभाषित किया जाता है कि लोग जोखिम को कैसे देखते हैं और इसलिए यह सांस्कृतिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने चर्चा की है एक बहुत पदानुक्रमित है तो हमारे पास समतावादी है हर कोई समान और व्यक्तिवादी और अधिकारवादी है अब प्रत्येक को अलग अलग दृष्टिकोण से जोखिम दिखाई देता है हम यहां इस पर चर्चा करेंगे व्यक्तिवादी के लिए उनका मानना है कि प्रकृति चाहे जैसी भी हो मानव कितना भी विचलित क्यों न हो प्रकृति इसे संभाल सकती है यह बहुत शक्तिशाली है इसलिए अपनी भलाई के लिए अपनी सफलता के लिए अपनी उपलब्धि के लिए आप प्रकृति का उतना ही उपयोग कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं और ठीक है प्रकृति के लिए यह कल्पना यह दर्शाता है कि नियंत्रण या सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है लोग प्रकृति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं इसलिए कोई जोखिम मौजूद नहीं है लोगों को प्रकृति का शोषण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी समाज है हर कोई स्वतंत्र है और उनकी स्थिति इस संबंध पर आधारित है समतावादी के मामले में जिस तरह की वे देखते हैं कि वास्तव में यह व्यक्तिवादी किसी भी व्यक्ति के विपरीत है वे सोचते हैं कि प्रकृति आलोचनीय है किसी भी छोटी सी गलती की वजह से प्रकृति नष्ट हो जाएगी जैसे एक पहाड़ी पर संतुलित एक गेंद अगर हम इसे छूते हैं तो यह गिर जाएगी हमें बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है और उस तरह के खतरे से खुद को बचाने के लिए सहयोग आवश्यक है इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम स्वयं को जोखिम के खतरे से बचा सकें और फिर हमारे पास पदानुक्रमित है उनका मानना है कि प्रकृति का स्वतंत्र रूप से शोषण किया जा सकता है लेकिन कुछ निश्चित नियम हैं विशेष रूप से वे परिभाषित करते हैं कि इसकी एक सीमा है यह सीमा इसलिए लगाई गई है क्योंकि उनके पास बहुत सख्त अधिकार है इसलिए अधिकारी या उच्चतर लोग जिनके पास राजा या शीर्ष लोग हैं वे जानते हैं कि यह कैसे करना है इसलिए वे बहुत कुछ निर्भर करते हैं विशेषज्ञ आपको बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है राजा आपको ठीक बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है और आपको इस हद तक पालन करना होगा इसलिए यह ठीक है कि आप प्रकृति का शोषण कर सकते हैं लेकिन आप कुछ बिंदु को पार नहीं कर सकते यदि आप कुछ सीमाओं को पार करते हैं तो एक तो आप प्रकृति को जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास घातक हैं यह सोचने का कोई तरीका नहीं है कि प्रकृति किसी भी उत्तेजना पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी इसलिए वे नहीं जानते कि जोखिम क्या है यह सुरक्षित है या नहीं इसलिए इसका प्रबंधन करने के तरीके पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है इसके बजाय आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए इसलिए वे यहाँ सबसे अधिक असुरक्षित हैं हम 2 जोखिम के दृष्टिकोण को देखते हैं एक व्यक्तिवादी है डर जोखिम जो बाजार को सीमित करेगा और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है समतावादी उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग एकजुटता उत्पन्न करने के लिए भयावह जोखिम के खतरे का उपयोग करें पदानुक्रम जोखिम से डरते हैं जो लोगों की श्रेणी को ठीक करेगा उदाहरण के लिए अपराध या सामाजिक विचलन भाग्यवादी किसी भी जोखिम से नहीं डरते ऐसा नहीं है कि वे उनके बारे में कुछ भी कर सकते हैं हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोई अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोखिम को देखने का अलग तरीका कैसे देखता है ऐसा नहीं है कि जोखिम वस्तुनिष्ठ है और उसका खतरा निर्भर है लेकिन यह अधिक है कि कैसे लोग सांस्कृतिक रूप से उन्मुख होते हैं कैसे उनकी धारणा मूल्यों को पूरा किया जाता है जैसा कि हम प्रत्येक मामलों में देखते हैं व्यक्ति समतावादी पदानुक्रम और भाग्यवादी यह विचार तब स्टीव रेनेर द्वारा थोड़ा और विकसित किया गया था वह जोखिम की राजनीतिक अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे और आम तौर पर हम जोखिम को प्रतिकूल घटना की संभावना मानते हैं और उसके परिणाम का परिमाण सही है कुछ घटित होगा एक प्रतिकूल घटना होगी और इसके कुछ परिणाम होंगे लेकिन वह तर्क दे रहा है कि जोखिम वास्तव में उस जोखिम से अधिक है यह एक तरह की धारणा है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है इसका कोई अर्थ नहीं है जोखिम अधिक राजनीतिक है इसलिए उसे विट्गेन्स्टाइन से यह दार्शनिक विचार मिला वह पूछ रहा है कि आपके लिए एक खेल का क्या अर्थ है यदि आप खेल को देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा जो सभी खेल के लिए आम है उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 3 4 खेल है क्रिकेट फ़ुटबॉल शतरंज और सॉलिटेयर इसलिए पहले भाग में वे सभी एक खेल मानते हैं लेकिन वे उदाहरण के लिए एक दूसरे के साथ बहुत कम समानता रखते हैं क्रिकेट या फ़ुटबॉल दोनों मैं 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम के लिए खेलते हैं इसलिए उनमें कुछ समानताएं हैं लेकिन नियमों उद्देश्यों और रणनीतियों के दृष्टिकोण से वे काफी भिन्न हैं दूसरी ओर वे शतरंज या सॉलिटेयर से पूरी तरह से अलग हैं दूसरे अर्थ में शतरंज और सॉलिटेयर काफी समान हैं क्योंकि वे दोनों बोर्ड पर खेले जाते हैं और वे दोनों प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हैं तो लिंक की एक श्रृंखला है जो फुटबॉल क्रिकेट शतरंज और सॉलिटेयर को जोड़ती है लेकिन कोई एकल सुविधा नहीं है जो इसे एक खेल की तरह परिभाषित करें गठन की अवधारणा की प्रणाली में श्रृंखला के अंत में जो श्रेणी का गठन करते हैं उन्हें श्रृंखला के दूसरे छोर पर मौजूद श्रृंखला की स्थिति को समान करने की आवश्यकता नहीं होती जिसका मतलब है कि वे सभी एक श्रृंखला में हैं और यह कि उनकी कुछ समानताएँ हैं लेकिन जैसे वे सभी लक्ष्य उन्मुख हैं लेकिन यह न केवल खेल की विशेषताओं को परिभाषित कर रहा है खेल को और अधिक विशेषताओं की आवश्यकता है इसलिए उनके पास कुछ समानताएँ हैं लेकिन उनमें कुछ अंतर भी हैं इसलिए किसी भी चीज़ की एक विशेषता कभी कभी आवश्यक होती है लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए या खेल के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं है लेकिन इसी तरह जनता चयन करने में संभावनाओं की बहुत परवाह नहीं करती वह तर्क दे रहा है कि संभावना में अंतर जितना छोटा है उतना ही वे जोखिम प्रबंधन के फैसले में होते हैं इसलिए लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि संभावना क्या है क्योंकि उच्च संभावना और उच्च परिमाण कहते हैं कोई भ्रम नहीं है लोग कहते हैं कि मैं जोखिम स्वीकार करता हूं लेकिन कम संभावना के मामले में जैसे विकिरण जोखिम चिकित्सा में लेबल या अनुमेय स्तर या कैंसर में संभावित कार्सिनोजेन्स इस तरह के जोखिम घटना की संभावना लोगों के लिए बहुत अस्पष्ट है तो क्या लोग इस तरह के जीवन को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे इसलिए वह यह पेश कर रहा है कि इसके लिए हमारे पास एक प्रकार का मॉडल हो सकता है जिसे टीएलसी कहा जाता है विश्वास दायित्व और सहमति इसलिए जोखिम की राजनीतिक परिभाषा यह है कि संभावना और परिमाण जो जोखिम को देखने का पारंपरिक तरीका है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है हमें टीएलसी को भी जोड़ना चाहिए यह विश्वास दायित्व का सिद्धांत है और स्वयं की सहमति भी अनिवार्य है जब हम जोखिम के विषय को परिभाषित करते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मामले में कि अगर हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए तो हमें इस टीएलसी अवधारणा पर विचार करना चाहिए तो यह है कि कैसे संयंत्र की आवश्यकता की समस्या है क्यों एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र होना आवश्यक है ताकि पार्टियों के बीच परिभाषित और सहमति होनी चाहिए और जो संयंत्र के लिए गुजरते हैं इसका दायित्व कौन लेगा अगर कुछ हुआ तो इसका लाभ किसे दिया जाएगा और इसका लाभ कौन उठाएगा इसलिए इन पर विचार तब किया जाना चाहिए जब हम जोखिम और प्रौद्योगिकी के प्रबंधन को परिभाषित कर रहे हों इसलिए जब हम इस तरह के जोखिम प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए यह कुछ सुझाव हैं